मानव संसाधन प्रबंधन के पाठ्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है मेरा नाम आराधना मलिक है मैं अब तक पाठ्यक्रम के साथ आपकी मदद कर रही हूं हमने मानव संसाधन प्रबंधन में बहुत सारी चीजों के समूह के बारे में चर्चा की है हमने बात की है HRM क्या है आप इसे कैसे लागू करते हैं प्रशिक्षण और विकास के एक अलग तरीके हमने पिछली बार व्याख्यान में मुआवज़े के बारे में बात की थी आज हम वेतन प्रणाली के बारे में बात करने जा रहे हैं एक बात जोकि मुझे दोहरानी चाहिए है मुआवजा क्या है तो फिर हम इस मुआवजे पर वापस जाते हैं पूरा मुआवज़ा मुआवजे का अर्थ है हम अपने कर्मचारियों को उनके काम के बदले जो वह हमारे लिए करते हैं कैसे और क्या इनाम देते हैं उनके आदान के बदले जो वह संगठन को प्रदान करते हैं यही मुआवजे का मतलब है अब हम मुआवजे की गणना कैसे करते हैं पूरा मुआवजा आधार मुआवजे के बराबर है जो मूल वेतन है और साथ में वेतन प्रोत्साहन साथ में जुड़े हुए लाभजो हम उन्हें देते हैं या जुड़े हुए इनाम जो हम उन्हें देते हैं उनके साथियों से बेहतर प्रदर्शन के लिए और लाभ अतिरिक्त सुविधाएँ गैर मौद्रिक तरीकों से उनके जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने को लाभ के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो यही पूरा मुआवजा है ठीक है इसलिए हमने इन सभी शब्दों को परिभाषित किया है हमने अतिरिक्त सुविधाओं के बारे में बात की थी अतिरिक्त सुविधाएँ विभिन्न प्रकार की होती हैं इसलिए यदि आप एक समुदाय का हिस्सा हैं जैसे उच्च शिक्षा संस्थान जैसे कि IIT जो कि कई हजार कर्मचारियों और छात्रों और सभी के साथ एक बड़ा संगठन है तो हम परिसर में रहते हैं हमारे पास आवास की बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं हमारा अपना अस्पताल है हमारा अपना बाजार है इसलिए ये अतिरिक्त सुविधाएँ हैं जो हमारे पास हैं मेरा मतलब है ये उपयुक्तताएं हैं साथ ही क्योंकि हम नौकरी पर हैं नौकरी पर एक दिन में 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन हमारे पास छुट्टियों का समय है हमें छुट्टी यात्रा रियायत भी मिलती है तो यह सारी सुविधाएँ हैं जैसा कि हमने कहा है जोकि अतिरिक्त सुविधाओं का पूर्ण रूप है जैसा कि हमने कल बात की थी आप जानते हैं अगर आप एक ऐसे संगठन में हैं जो कुछ बनाता है या कुछ निर्माण करता है आपको वह चीजें मुफ्त में दे सकता है अगर वह आपके लिए उपयोगी है तो यह सब सुविधाएँ हैं फिर दूसरी चीज जो मैं दोहराना चाहती हूं है न्यायनीति न्याय नीति का अर्थ है निष्पक्षता की भावना जो हमारे पास है क्या हमें पर्याप्त वेतन मिल रहा है क्या मुझे वह मिल रहा है जो मैं हूं क्या मुझे पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहा है क्या मुझे उचित रूप से मुआवजा दिया जा रहा है क्या संगठन मेरे काम को पहचान रहा है तो वह हमारे दिमाग में निष्पक्षता न्याय की भावना है और उसे कहा जाता है न्याय नीति मेरा मतलब है मेरी तरफ से आदान या संगठन को मेरी तरफ से दिखने वाला उत्पाद संगठन मुझे क्या दे रहा है के बराबर सामान्य निष्पक्ष है तो वहाँ क्या कोई संतुलन है किसी प्रकार की निष्पक्षता किसी भी चीज के लिए जो कि मैं संगठन में दे रही हूं जो वो लोग देख सकते हैं और जो कुछ भी उसके बदले में वह मुझे दे रहे हैं क्या यह दोनों उचित रूप से संतुलित है और यही है न्याय नीति का मतलब ठीक है तो हमने विभिन्न प्रकार की न्याय नीति के बारे में बात की थी हमने निष्पक्ष वेतन के बारे में बात की थी हमने मुआवजा योजना विकसित करने के लिए विभिन्न मानदंडों के बारे में भी बात की थी मुआवजा वह सब है जो कि संगठन मुझे देता है यह पैसा है यह सेवा है यह लाभ है यह अतिरिक्त चीजें हैं जो मुझे संगठन से मिलती हैं यह सब मुआवजे के रूप में योग्य है और वेतन का अर्थ है मौद्रिक मुआवजा मैं जो भी करती हूं और उसके लिए जो मिलता है उस मुआवजे का मौद्रिक पैसे वाला हिस्सा है इसलिए हमने चर्चा की थी मुआवजे की योजना विकसित करने के लिए कुछ मानदंड के बारे में हमने कुछ मॉडल के बारे में भी बात की थी जिनका हम उपयोग कर सकते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो मुआवजा है दोनों संगठन के लिए और हमारे लिए निष्पक्ष है और हमने न्याय नीति को संतुलित करने की बात की थी मैंने आपको एक प्रश्न दिया है आप अपने मित्रों के साथ कक्षा में चर्चा कर सकते हैं कोई सही या गलत उत्तर नहीं है लेकिन इस प्रश्न का उद्देश्य होगा सिर्फ महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करना भविष्य की सोच को प्रोत्साहित करना आपको खोजने के लिए प्रोत्साहित करना कितनी संभावनाएं हो सकती हैं और उनके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं ठीक है हमने मुआवजा योजनाओं और व्यावसायिक योजनाओं के रणनीतिक एकीकरण के बारे में भी बात की थी और यह कुछ ऐसा है जिसे मैं इस कक्षा के माध्यम से सुदृढ़ करना चाहूँगी मैं जानती हूं समय सीमित है मैं चीजों को दोहरा रही हूं लेकिन किसी भी संगठन के लिए एक लाभकारी व्यवसाय संगठन के लिए व्यवसाय योजना एक निश्चित मुनाफा बनाने के लिए एक योजना है वे जानते हैं वे कितना पैसा संसाधनों समय के संदर्भ में डाल रहे हैं तथा जो भी हो वे जिस चीज के लिए लक्ष्य कर रहे हैं वह होना चाहिए वे उस गतिविधि के अंत में इन चीजों में से अधिक को प्राप्त करना चाहते हैं यही है कैसे मुनाफे को परिभाषित किया गया है उत्पाद और आदान के बीच मुनाफा एक सकारात्मक अंतर है अगर आपका उत्पाद आपके आदान से अधिक है फिर आपने उस पर मुनाफा कमाया है तो जब हम एक व्यवसाय योजना के बारे में बात करते हैं हम अनिवार्य रूप से संगठन से ज्यादा लेने के बारे में बात कर रहे हैं जो भी हो पैसे ऊर्जा दक्षता पुनरावृत्ति के संदर्भ में इसलिए जब हम एक व्यवसाय योजना के बारे में बात करते हैं तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम उस मुनाफे को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और जब हम एक मुआवजा योजना के बारे में बात करते हैं तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम अपने कर्मचारी को उनकी सेवाओं के बदले में क्या देते हैं औरअंत में हम चाहते हैं हमारी व्यवसाय योजना और मुआवजा योजना एक तरह से एक साथ बंधी हुई हो जो हमें मुनाफे की अधिकतम राशि प्राप्त करने में मदद करें हमें अपना वेतन नहीं देना चाहिए आप जानते हैं हमें अपने कर्मचारियों की देखभाल करने की आवश्यकता है लेकिन हम उन्हें इतना भुगतान नहीं कर सकते कि हम संगठन से मौद्रिक मुनाफा नहीं बनाएं आप जानते हैंजो भी हम पैदा कर रहे हैं उसे बेचकर हमें बड़ी मात्रा में पैसा नहीं मिलता है यह एक उत्पाद हो सकता है यह एक सेवा हो सकती है इसलिए जो कुछ भी हो उसी समय हम अपने कर्मचारियों को जो मुआवजा देते हैं बहुत कम नहीं होना चाहिए इसलिए वे हमारे लिए काम नहीं करते हैं वे अन्य संगठनों में चले जाते हैं यह देखें कि उन्हें यह ना लगे कि संगठन उनके साथ अन्याय कर रहा है वे कहेंगे ठीक है आप इतना पैसा कमा रहे हैं तो हमें इसका एक प्रतिशत क्यों नहीं मिल सकता है इसलिए वहाँ कुछ प्रकार के संतुलन कुछ अनुपात होने चाहिए कर्मचारी समझते हैं कि संगठन को बहुत पैसा बनाने की जरूरत है यह बहुत कम नहीं होना चाहिए कि संगठन बना ना रहे यह बहुत अधिक नहीं होना चाहिए ताकि संगठन के कर्मचारी मामूली महसूस न करें या उनके साथ अनुचित रूप से व्यवहार किया जाए और यही इस पूरे रणनीतिक एकीकरण का मतलब है कर्मचारियों से प्रतिबद्धता प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है हमें उन्हें एक तौर तरीके से काम करवाने की भी आवश्यकता है इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं उसमें से मुनाफ़ा लाते हैं आज हम वेतन प्रणाली के बारे में बात करने जा रहे हैं समान स्रोत वेतन प्रणाली प्रक्रिया का अवलोकन वेतन प्रणाली प्रक्रिया मे कैसे वेतन प्रणाली तैयार की जाती है उसके साथ व्यवहार करते हैं उनकी काम करने में क्या मदद करनी होती है इसलिए वेतन प्रणाली को काम करने के लिए हमें आवश्यकता है कि हमारे नौकरी के विवरण नवीनतम हो अब हमने पिछली कक्षा में नौकरी विवरण के बारे में बात की थी एक नौकरी का विवरण किसी विशेष गतिविधि में किसकी आवश्यकता है उसका एक स्पष्ट एक विस्तृत विवरण है विशेष गतिविधि कैसे की जाती है वह है नौकरी विवरण क्या है हमें और इन नौकरी विवरणों को समय के साथ उद्योग की मांगों के साथ कर्मचारियों की जरूरतों के साथ विकसित होने की आवश्यकता है और हमें इन नौकरी विवरणों को नवीनतम रखने की आवश्यकता है हमें यह देखने की आवश्यकता है कि क्या हो रहा है क्योंकि हम कह सकते हैं कि एक कर्मचारी को X करना है लेकिन कुछ और आ जाता है और कर्मचारी को Y भी करने की आवश्यकता होती है मैं आपको एक उदाहरण दूंगी मेरे अपने पेशे से जब हम उच्च शिक्षा के किसी संस्थान से जुड़ते हैं तो हमें बताया जाता है हमारी प्राथमिक जिम्मेदारियाँ हैं शिक्षण और अनुसंधान तो हम कक्षा में पढ़ाते हैं और हम कुछ ज्ञान का उत्पादन करते हैं जो अनुशासन के विकास में योगदान देता है हम एक हिस्सा हैं और हमारे पास प्रशासक हैं और धीरे धीरे जैसे हम संगठन का हिस्सा बनते हैं हम या तो अधिक प्रशासनिक जिम्मेदारियां लेते हैं या हमें प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं क्योंकि आप जानते हैं या तो छात्रों के जीवन परिवर्तन में हमारी भूमिका हमारी भागीदारी बदलती है या हमें एक विभाग या संस्थान को विकसित होने में मदद करने की आवश्यकता है और इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में हमारी विशेषज्ञता और हमारे अनुभव के आधार पर ऐसा करने के लिए क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं हमारे पास पर्यवेक्षण के संदर्भ में जिम्मेदारियां आती हैं और आखिरकार हम सब कुछ कर लेते हैं यह हमारे नौकरी विवरण का हिस्सा नहीं है यह सिर्फ कभी कभार प्रशासनिक ज़िम्मेदारियाँ हैं कुछ संगठन लिखते हैं कुछ नहीं लेकिन वह कभी कभी बदल जाती है इसलिए समय के साथ हम देखते हैं कि शुरू में शिक्षण केवल शिक्षण था फिर इसमें शोध को जोड़ा गया तो यह शिक्षण और अनुसंधान था हो सकता है और फिर धीरे धीरे स्वायत्त संस्थानों ने कहा नहीं आपको प्रशासनिक जिम्मेदारियों लेने की भी आवश्यकता है पारंपरिक विश्वविद्यालय प्रणालियों में आप के पास अलग प्रशासक हैं तो लेकिन यहाँ हर कोई है आप जानते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं तो और फिर यह संगठन से संगठन में अलग होता है आप जानते हैं चीजें उद्योग की जरूरतों के साथ बदलती हैं और इस तरह किसी की करने वाली एक नौकरी के विवरण को बदलती है प्रत्येक कार्य की महत्वपूर्ण विशेषताओं को पहचानना यह उद्देश्य है तो वह नौकरियों का सापेक्ष मूल्य निर्धारित करता है अलग अलग काम एक अलग शुरुआत पद ग्रहण करना आप इन विभिन्न चीजों का मतलब जानते है उदाहरण के लिए एक बिजनेस स्कूल में प्रशासन शिक्षण जैसा ही महत्वपूर्ण है और वह अनुसंधान जैसा ही महत्वपूर्ण है हो सकता है विशुद्ध रूप से अनुसंधान आधारित संगठन या विश्वविद्यालय के अनुसंधान आधारित विभाग में प्रशासन इतना महत्वपूर्ण ना हो हमारे लिए बिजनेस स्कूल के शिक्षकों के रूप में हमारे छात्रों को नौकरी दिलाना यह निश्चित करना कि हमारे श्रेणी ऊपर है बाकी कार्यों जैसा ही महत्वपूर्ण है शायद एक सैद्धांतिक वैज्ञानिक के लिए यह स्थिति ना हो प्लेसमेंट अंततः होगा एक बिज़नेस स्कूल के लिए अगर नौकरी नहीं दिलाई जाती है तो आपकी प्रतिष्ठा नीचे चली जाती है और आपका स्कूल कल बंद हो सकता है तो यह बदल जाता है और यह उद्योग की आवश्यकता पर निर्भर रहते हुए चीजें एक तरह से एक अलग आकार ले लेती हैं और इसलिए यह नौकरी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है मुआवजा देने योग्य कारकों की पहचान और परिभाषा और वजन नापना हमने किसी भी मुआवजा देने योग्य कारकों की नौकरी के उन पहलुओं की तरह बात की थी जो किसी भी नौकरी के लिए हमारे आदान का वह पहलू है जिससे मुआवजा दिया जाना है उदाहरण के लिए यदि आप लंबे समय तक जागने की क्षमता रखते हैं और लंबे समय तक उत्पादक रह सकते हैं और आपके पास बहुत अधिक शारीरिक शक्ति है अब आपके पास ये दो कौशल हैं जिनका आप अपने संगठन में योगदान कर सकते हैं लेकिन अगर आप सेवा उद्योग में हैं आपकी तनाव में लंबे समय तक कुशलता से काम करने की क्षमता या यदि आप चिकित्सा पेशे में हैं उदाहरण के लिए अगर आप एक चिकित्सक हैं आपकी लंबे घंटों तक कुशलता से काम करने की क्षमता और आपको पता है बहुत कम सोने का समय है हो सकता है संगठन को बहुत सारा मूल्य प्रदान करें लेकिन आपकी भारी चीजें उठाने की क्षमता किसी भी मूल्य की नहीं है आप वह नौकरी पर ला सकते हो लेकिन संगठन को इसकी आवश्यकता नहीं है तो वे आपको उसके लिए मुआवजा नहीं देंगे वे आपको लंबे अंतराल के लिए कुशलता से काम करने के लिए मुआवजा देंगे इसी तरह अगर आप निर्माण उद्योग में एक दुकान के फर्श पर काम कर रहे हैं तब आपको भारी चीजें उठाने की आवश्यकता है आपको चलना आवश्यक है आपको बहुत सारी चीजें करने की आवश्यकता है या यदि उदाहरण के लिए आप एक पर्यटक गाइड हैं आप के लिए चलना आवश्यक है आप जानते हैं एक ही चीज बार बार दिखाने के लिए मील और मील चलना पड़ता है और इतने ज्यादा समय चलने के लिएआप में शारीरिक शक्ति देर तक जगने के मुकाबले ज्यादा आवश्यक हो सकती है क्यों क्योंकि एक कारखाने में दुकान की मंजिल शायद 500 बजे बंद हो जाएगी तो भले ही आप जागने में सक्षम हों शायद 2 बजे तक इसका संगठन के लिए कोई मूल्य नहीं है एक पर्यटक गाइड जो लोगों को स्मारक दिखा रहा है जो 500 बजे बंद हो जाते हैं हो सकता है एक या दो रात जागता रहे और हो सकता है वह 400 बजे सुबह उठ सकता है और फिर से चीजें करना शुरू कर दे लेकिन यह व्यक्ति अपनी नौकरी में सुबह के 9 या सुबह के 1000 बजे तक उपस्थित नहीं हो सकता तो संगठन इस जागते रहने की और कुशल रहने की क्षमता के साथ क्या करेगा तो भले ही वहां पर क्षमता है संगठन को उसकी आवश्यकता नहीं है और वह उसके लिए आपको मुआवजा नहीं देंगे और यही मुआवज़े के कारकों का मतलब है और यह बहुत आवश्यक है कि हम मुआवजे के कार्य को हर नौकरी के लिए नवीनतम करते रहे क्यों क्योंकि राजनीतिक वातावरण आर्थिक वातावरण नौकरी की आवश्यकता संगठन की संस्कृति आदि में बदलाव के हिसाब से नौकरी का विवरण भी बदलने वाला है नौकरी मूल्यांकन विधि को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है अलग अलग नौकरियों के मूल्यांकन की विधि अलग होती है हम इनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे हमारे पास वेतन सर्वेक्षण भी है हम यह भी सर्वेक्षण करते हैं कि उद्योग अलग अलग कर्मचारियों को उनके द्वारा किए जाने वाले काम के लिए कैसे वेतन देते हैं और तो इन सर्वेक्षण को करने से हम नौकरियों को मानदण्ड कर सकते हैं हम मानदण्ड के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे तो यह है जो वेतन सर्वेक्षण करते हैं यह हमें नौकरियों को मानदण्ड करने में मदद करते हैं यह हमें बाजार प्रचलन के साथ रहने में मदद करते हैं हमारे पास वेतन संरचना भी है कैसे हम निर्धारित करते हैं किसे कितना वेतन मिलेगा कैसे हम निर्धारित करते हैं आप जानते हैं कि लोगों को एक ही श्रेणी में कैसे रखा जाए उदाहरण के लिए मेरे पेशे में हम कैसे निर्धारित करते हैं आप जानते हैं कौन सहायक प्राध्यापक बनेगा कौन सह प्राध्यापक बनेगा और कौन प्राध्यापक बनेगा तो आप जानते हैं वहां पर कुछ निश्चित मानदंड होते हैं अगर आप इन योग्यताओं के साथ आते हैं और आपका यह उत्पाद है तो आप सहायक प्राध्यापक बनने जा रहे हैं अगर आप दूसरे स्तर पर बढ़ना चाहते हैं तो आपको मानदंड ABCD और E पूरे करने होंगे और फिर आप एक खुली प्रतियोगिता में दूसरों से मुकाबला कर सकते हैं जिन्होंने सहायक प्राध्यापक की भूमिका में वही प्राप्त किया है जो आपने प्राप्त किया है और फिर हम सबसे अच्छे उम्मीदवार का चयन करेंगे और उसे हम सह प्राध्यापक के पद पर डाल देंगे तो उस स्थान पर अंतर ज्यादा है लेकिन वेतन संरचना निर्धारित है दूसरे तरीके से आपका उत्पाद आपको कितना वेतन मिल रहा है उसका कार्य बन जाता है और अगर आप और ज्यादा उत्पाद पैदा कर सकते हैं तो आप योग्य हो जाते हैं दूसरे स्तर की वेतन संरचना के लिए मुकाबला करने के लिए जो कि फिर से ज्यादा वास्तविक और ज्यादा आकर्षक बनाई जाती है दूसरे पद से जो उसे सौंपा गया है पारंपरिक नौकरी आधारित मुआवजा मॉडल पारंपरिक रूप से शामिल है आप संगठन को क्या देते हैं इस बात से मुआवजा निर्धारित होता है या निर्धारित किया गया है तो यह नौकरी की विशेषताओं का एक कार्य है क्या कैसे काम परिभाषित किया गया है मुआवज़े के कारक जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि आपको संगठन किस लिए वेतन देता है आपको किस तरह के उत्पाद के लिए संगठन वेतन देता है नौकरी मूल्यांकन नौकरियों के सापेक्ष मूल्य की दर इनमें से कौन सी नौकरियाँ अधिक महत्वपूर्ण हैं कौन सी कम महत्वपूर्ण है क्या है आप जानते हैं इसके बिना आप क्या कर सकते हैं इसके बिना आप क्या नहीं कर सकते हैं नौकरी पदानुक्रम फिर से एक बड़ी व्यवस्था के भीतर विभिन्न नौकरियों की प्राथमिकता संगठन में उद्योग में वेतन की दर संलग्न वेतन दर नौकरियों में वेतन दर संलग्न करने के लिए वेतन संरचनाएं जो आप पद क्रम स्तरों द्वारा नौकरियों को वर्गीकृत करने का निर्णय लेते हैं उदाहरण के लिए हम सब आप जानते हैं हमारे पास बड़ी संख्या में सहायक प्राध्यापक हैं लेकिन हम सभी को समान वेतन नहीं मिलता संगठन में बिताए हुए वर्षों की संख्या पर निर्भर करता है कुछ संगठनों में आपके उत्पाद शोध पत्रों की संख्या जो आप प्रकाशित करते हैं कहां प्रकाशित करते हैं आप के नीचे कितने छात्रों ने पीएचडी के साथ स्नातक किया है इसके आधार पर भी निर्धारित होता है आप कितनी परामर्श परियोजनाएँ ला रहे हैं यह सब निर्धारित करता है कितना वेतन आपको मिलेगा तो ये वर्गीकृत हैं आप एक ही पद क्रम में हैं लेकिन वहाँ भी वहाँ अलग वर्गीकरण हैं हर नौकरी के लिए एक सीमा के भीतर व्यक्तिगत वेतन को निर्धारित करना तो सहायक प्राध्यापक में कौन क्या प्राप्त करेगा आपको पता है सीमा निर्धारित है वह एक सहायक प्राध्यापक को X से Y के बीच कहीं भी मिलेगा लेकिन फिर उसमें भी आपको कितना मिलता है आपके उत्पाद पर निर्भर करता है और यह निर्भर करता है आप जानते हैं कि संगठन आपके उत्पाद को कैसे देखता है और यह तरीका है जिससे परंपरागत रूप से मुआवजा योजनाएं निर्धारित की गई हैं वे इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं नौकरी मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले विभिन्न नीतिगत मुद्दे क्या हैं हम अपनी नौकरियों का मूल्यांकन कैसे करते हैं पहला तरीका यह है कि प्रबंधन नौकरियों के बीच अंतर कैसे देखताहै उदाहरण के लिए श्री रतन टाटा ने एक कार बनाने का फैसला किया एक अवधारणा थी आपको पता है कोई दोपहिया वाहनों वाले परिवारों को वैकल्पिक सस्ते परिवहन माध्यम में बदलने की अवधारणा के साथ आया तो श्री रतन टाटा ने फैसला किया कि एक कार होनी चाहिए छोटी लेकिन वह एक परिवार को समायोजित करने में सक्षम होनी चाहिए इस तरीके से सुरक्षित होनी चाहिए जिस तरह भारत में लोग दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं आप जानते हैं चार या पांच लोगों का पूरा परिवार एक दोपहिया वाहन पर जाना परिवार के लिए बहुत खतरनाक है और एक ही सड़क पर अन्य मोटर चालकों के लिए बहुत बहुतखतरनाक है एक व्यक्ति अवधारणा के साथ आता है अवधारणा से सहमत होने के लिए दूसरों को अन्य हितधारकों को शामिल किया जाता है काम बांटा जाता है कोई कार की रचना कर रहा है तो कोई इसकी आर्थिक व्यवहार्यता की रचना कर रहा है कोई व्यक्ति कार के बनावट की रचना कर रहा है कोई किसी की रचना कर रहा है किसी को पता लगाना है कार को कैसे लक्षित ग्राहकों को बेचना है आदि फिर उन लोगों ने इसे विभिन्न भागों में बांट दिया इसलिए कार की रचना करने वाला व्यक्ति उदाहरण के लिए अपनी टीम से पूछ सकता है कि आप जानते हैं या एक व्यक्ति को दरवाजे की रचना करने का कार्य सौंप सकता है और किसी अन्य व्यक्ति को आंतरिक भाग और तीसरे व्यक्ति को इंजन और दूसरे व्यक्ति को बूट और तो रचना को कैसे विभाजित किया जाता है और फिर अंत में यह लोग आप जानते हैं हो सकता है व्यक्तिगत कामों के लिए स्वयं की टीम हो कि कैसे आकृतियाँ बनाई जाती हैं और किस प्रकार का फाइबर ग्लास का या शायद कार के भीतर कुछ घुंडी उपयोग करना चाहिए किस तरह का संगीत सयंत्र कार में लगाना है और ये सभी लोग विभिन्न लोगों के साथ समन्वय करेंगे अब वह व्यक्ति जो मूल रूप से टाटा नैनो की अवधारणा के साथ आया था जानता है कि यह सब हो रहा है लेकिन इनमें से प्रत्येक अलग तरह के लोगो के संपर्क में नहीं हो सकता है और महसूस नहीं कर सकता है कि इनमें से कौन सी नौकरी अन्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है और पता नहीं कर सकता कि निचले स्तरों पर इन नौकरियों को कैसे प्राथमिकता दी जाती है तो आप जानते हैं इन मतभेदों को संप्रेषित करने की आवश्यकता है उन्हें समझने की आवश्यकता है उन्हें मानने की आवश्यकता है और किसी को निश्चित रूप से उसे संक्षेप में बताना चाहिए लेकिन फिर भी आप जानते हैं आप कैसे निर्णय लेते हैं कौन सी नौकरियां हैं उदाहरण के लिए कैसे एक दरवाज़े का मूठ रचना का काम कार के लिए बंपर रचना करने के काम से अलग है और यह कार के पीछे की रचना के काम से कैसे अलग है और इनमें से अन्य की तुलना में कौन से अधिक महत्वपूर्ण है और कैसे लोगों को मुआवजा दिया जाना है और फिर कर्मचारियों को यह अंतर आश्वस्त करते हुए संवाद करने की क्षमता है उदाहरण के लिए यदि वह व्यक्ति जो इंजन के विभिन्न हिस्सों की रचना करता है को कार के अंदरूनी हिस्से की रचना करने वाले व्यक्ति की तुलना में ज्यादा वेतन मिलता है फिर आपको उन्हें समझाना होगा ऐसा लगता है कि यह काम कार के सुचारु संचालन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं होता अंदर का हिस्सा कैसा दिखता है इससे फर्क पड़ सकता है लेकिन जो बात ज्यादा मायने रखती है वह यह है कि कार चलेगी या नहीं मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रही हूं और लोगों को एहसास करना है आप जानते हैं क्या ज़्यादा ज़रूरी है तो अलग अलग कर्मचारियों को यह अंतर बताने की आवश्यकता है और कर्मचारियों को इसके बारे में मनाने की आवश्यकता है यही है जो हम न्याय नीति का मतलब समझते हैं जो है जिसके बारे में हमने पिछली कक्षा में बात की है और वर्तमान और भविष्य में नौकरी की स्थिरता अब नौकरी की स्थिरता उदाहरण के लिए प्रौद्योगिकी उद्योग मे बहुत कम है मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जो इस पाठ्यक्रम को ले रहे हैं इंटरनेट के पहले वाली पीढ़ी के हैं मैं इंटरनेट के बिना बड़ी हुई हूं तब तक आपको पता है पहली बार जब मैंने इंटरनेट का उपयोग देखा था मैं 25 24 या 25 साल की थी और तब तक मेरा मतलब है हमें पता नहीं था इंटरनेट क्या था और यह क्या कर सकता है तथा हमने इंटरनेट को लोगों को कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ने चीजों का समूह करने के साथ विकसित होते देखा है मेरे गुरु की थीसिस हस्तलिखित थी मैंने चार अलग अलग शहरों में छह या सात अलग अलग पुस्तकालयों में जाकर शोध पत्र लिखे हैं फोटोकॉपी बहुत महंगी थी और मिलने में बहुत ही मुश्किल थी तो हम बस पुस्तकालय में बैठे रहते थे और कागज के बाद कागज लिखते रहते थे और उसके बाद हम जानकारी निकालते थे अब हम क्या करते हैं मैं 4 की शब्दटाइप करती हूं और मुझे हो सकता है एक मिलियन या 10 20 30 लाख प्रतिक्रिया मिल जाए जो कि सीधे उससे संबंधित हो तो हमने यह बदलाव देखा है फ्लॉपी डिस्क अप्रचलित तकनीक का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है यह वीसीआर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर आया और गया जब हम बच्चे थे जब वीसीआर आया और हमने बोला बहुत अच्छे आप सच में कुछ रिकॉर्ड कर सकते थे और फिर यहां हैं हाथ में पकड़े जाने वाले हैंडीकैम बहुत बड़ी चीज और आप चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं और हमारे पास ऑडियो कैसेट थी और आपको पता है वह बाहर आता था और हम उसमें एक पेंसिल लगाते थे और उन चीजों को हम लपेटते थे और वह आए और गए और मेरे पिता की पीढ़ी में उन्होंने यह सब चीजें आती हुई देखी हैं और उन्होंने इससे पहले का समय देखा है और उनके लिए ऑडियो कैसेट एक नई बात थे अब हमारे पास ऑडियो कैसेट का एक बहुत बड़ा डिब्बा घर में पड़ा है और हमें नहीं पता उसके साथ क्या करना है और हमारे पास उसमें बहुत ही उत्कृष्टसंगीत है तो यह उद्योग हैं जो बदले जाते हैं आप में से बहुत सारे लोगों ने CD उद्योग को आते और जाते देखा होगा फ्लॉपी डिस्क उद्योग को आते और जाते हुए वास्तविक फ्लॉपीस 3 12 inch इंच फ्लॉपी डिस्क मैं सोचती हूं यह 4 या 5 साल पहले या हो सकता है 10 8 या 10 साल पहले बाजार में थे लेकिन अब क्या कंप्यूटर उस तरह की तकनीक को समायोजित करने के लिए बनाए जाते हैं मुझे संदेह है मैं नहीं सोचती हमारे पास उन फ्लॉपी डिस्क के लिए ड्राइवर हैं तो अगर आपके पास फ्लॉपी डिस्क है तो अब यह आपके किसी काम की नहीं है और वास्तविक फ्लॉपी डिस्क जो नाकाम हो गई है तो आपको पता है नाकाम नहीं हुई है लेकिन पुरानी हो गई है क्योंकि तकनीक बहुत जल्दी विकसित हो गई है यही है जो हम भविष्य में नौकरी की स्थिरता से समझते हैं फिर हम नौकरी के मूल्यांकन में स्थिरता के बारे में बात करते हैं हम नौकरियों का कैसे मूल्यांकन करते हैं नौकरियों का एक बहुत ही स्थिर तरीके से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है अलग अलग नौकरियों को एक स्थिर और मानकीकृत तरीके से मुआवजा देने की आवश्यकता है ताकि लोग यह महसूस कर सके कि उनके साथ निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जा रहा है हम आंतरिक वेतन संबंधों को बाजार के डाटा के साथ कैसे जोड़ते हैं हम अपनी नौकरियों का मानदंड बनाते हैं हम पता लगाते हैं समान नौकरियाँ क्या कर रही हैं लोग समान नौकरियाँ किस तरह कर रहे हैं और क्या वेतन मिल रहा है और हम उन्हें उसके लिए मुआवजा देते हैं और हम खींचते हैं हम कहते हैं ठीक है यह न्यूनतम है जो हम अपने कर्मचारियों को देंगे फिर हमारे पास संबंधित श्रम बाजार होते हैं आप जानते हैं संगठन के बाहर उद्योग में क्या हो रहा है और हमें एक सटीक नौकरी मिलान के आश्वासन की आवश्यकता है हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या जो नौकरियाँ हमारे संगठन में की जा रही हैं वह दूसरे संगठन में किए जाने वाले कुछ चीजों के समान हैं और ये मिलान कितने सही हैं और फिर हमारे पास जोखिम में देने वाले वेतन के प्रकार हैं जिनमें से कुछ व्यक्तिगत प्रदर्शन पर आधारित हैं और कुछ संगठन की लाभप्रदता पर आधारित है उदाहरण के लिए जो कमीशन आप विक्रेता के रूप में कमाते हैं या कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना है और ESOP के साथ आप जानते हैं अगर हालत यह है अगर कर्मचारी के स्टॉक ऊपर जाते हैं बहुत अच्छा आपको एक लाभ मिलता है लेकिन अगर वे नीचे जाते हैं तो आप हार जाते हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इन ESOP के माध्यम से बहुत लोगों ने बहुत सारा पैसा खो दिया है तो यह भुगतान का एक जोखिमभरा तरीका है यह बहुत आकर्षक लगता है लेकिन अगर किसी कारण से आपका संगठन अच्छा नहीं कर रहा है तो आप खोने के लिए तैयार हो जाओ आप एक वेतन संरचना कैसे विकसित करते हैं समान वेतन वाले कर्मचारियों को समान वेतन पदक्रम में समूहबद्ध करने की आवश्यकता है और इसके विपरीत नौकरियां जो स्पष्ट रूप से मूल्य में भिन्न होती हैं उन्हें अलग अलग वेतन पदक्रम में होना चाहिए बिंदु समूहन की सहज प्रगति होनी चाहिए तो विभिन्न स्तरों पर सहायक प्रोफेसर के बीच परिवर्तनकाल 500 का कारक नहीं होना चाहिए शायद 1 या 2 या 5 या 10 का कारक हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं निर्भर करता है निश्चित रूप से यह एक सापेक्ष चीज है या हो सकता है एक ही स्तर पर डॉक्टर या जो भी हो इसलिए मुझे यकीन है आपको यह विचार मिलेगा कि आप जानते हैं यह अचानक कूद नहीं होना चाहिए यह सहज प्रगति होनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि वे कैसे अगले उच्च स्तर का वेतन प्राप्त कर सकते हैं नई प्रणाली को कंपनी के मौजूदा आवंटन में वास्तविक रूप से फिट होना चाहिए इसलिए आपके पास जो कुछ भी है उसे ध्यान में रखना चाहिए आप जानते हैं जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी आप लागू करने की कोशिश कर रहे हैं उसे ध्यान में रखना चाहिए जो कुछ भी है तो यह पूरी तरह से अलग ना लगे वेतन पदक्रम को समान रूप से भुगतान पैटर्न और प्रासंगिक बाजारों के अनुरूप होना चाहिए फिर हम बाह्य न्याय नीति के बारे में बात कर रहे हैं मुआवजा उपकरण हमारे पास नौकरी आधारित दृष्टिकोण हैं और हमारे पास एक कौशल आधारित दृष्टिकोण है नौकरी आधारित दृष्टिकोण एक समग्र दृष्टिकोण है उस काम के लिए जो आप करते हैं कौशल आधारित दृष्टिकोण विशेष रूप से कौशल के प्रकार से संबंधित है जिसे आप तालिका में लाते हैं तो आपको कौशल के लिए भुगतान किया जाता है जो आप लाते हैं आउटपुट के लिए नहीं आउटपुट के लिए नौकरी आधारित दृष्टिकोण आपकोपूरे आउटपुट के रूप में मुआवजा देने के लिए संदर्भित करता है और कौशल आधारित दृष्टिकोण आपकी कुछ करने की क्षमता के लिए आपको मुआवजा देता है हम इसे देखेंगे आप जानते हैं थोड़ी देर बाद और वेतन और प्रोत्साहन प्रणालियां हमारे पास एक विश्वास अंतराल है आप जानते हैं जब हम भुगतान और प्रोत्साहन प्रणालियों के बारे में बात करते हैं तो शीर्ष प्रबंधन मध्य प्रबंधन और अग्रिम पंक्ति के श्रमिकों के बीच प्रोत्साहन में असमानता के परिणामस्वरूप विश्वास अंतर होता है शीर्ष प्रबंधन के विश्वास पर घटता हुआ विश्वास तो वहां पर अविश्वास का एक तत्व है विश्वास अंतराल से उत्पन्न कुछ चुनौतियां एक है हम कर्मचारियों को लगता है कि हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है या किया जा सकता है विश्वास अंतराल के अनुमानित परिणाम हैं और विश्वास अंतराल से निपटने के लिए रणनीतियाँ हैं तो ये कुछ चुनौतियां हैं कुछ चुनौती वेतन प्रणाली के बारे में कुछ बदलते दर्शन है मजदूरी वेतन वगैरह की लागत को नियंत्रित करने के लिए कार्यबल के आकार को कम करने और वेतनवगैरह को नियंत्रित करने के लिए बढ़ी हुई सम्मति पैसा लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है इसलिए हम अपने कर्मचारियों के भुगतान करने के तरीके में बदलाव कर रहे हैं और संगठनों में कार्यरत लोगों की संख्या में कमी आ रही है और लोग तेजी से तैयार हैं ऐसा करने के लिए प्रतियोगियों के सापेक्ष स्थिति के बारे में कम चिंता है और इसकी अधिक चिंता है कि कंपनी क्या कर सकती है श्रम बाजार के साथ हम इतने चिंतित नहीं हैं हम कह रहे हैं यह वही है जो हम कर सकते हैं यह वही है जो हम नहीं कर सकते हैं इसे ग्रहण करें या छोड़ दें प्रोत्साहित करने और पुरस्कृत करने प्रदर्शन के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन इसलिए यदि आप अधिक करते हैं तो आप अधिक प्राप्त करते हैं यदि आप कम करते हैं तो आप कम प्राप्त करते हैं और इसे परिवर्तनशील वेतन की अवधारणा कहा जाता है और हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे बदलती हुई वेतन प्रशासन प्रणालियों और संघटक और संगठन इनाम प्रणाली के उद्देश्य के बारे में और नौकरी मूल्यांकन से जुड़ी हुई वेतन प्रणालियों के विकल्प पर और अगली कक्षा में हम इनाम प्रणालियों में आगे बढ़ेंगे और आशा करती हूं हम वह सब 30 मिनट में खत्म कर लेंगे जो कि हमें मिलेगा मुश्किल हो सकता है लेकिन हम कोशिश करेंगे तो सुनने के लिए धन्यवाद और मैं आपके साथ इनाम प्रणाली के अगले सत्र की तरफ देखूंगी